सभी को नमस्कार अब हम इस पाठ्यक्रम के सप्ताह 7 में हैं हम आज के लेक्चर से सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट Sequential Logic Circuit अनुक्रमिक तर्क सर्किट शुरू करेंगे और हम सप्ताह 6 की जल्दी से संक्षेप में चर्चा करेंगे मेरा मानना है कि वह थोड़ा ज्यादा था क्योंकि वह कॉम्बिनेशनल सर्किट चर्चा का अंतिम सप्ताह था इसलिए बहुत सारी एडवांस्ड Advanced उन्नत चीजें थीं मुझे आशा है कि आप उन्हें समझ सकते हैं लेकिन जैसा कि हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट के मामले में किया है हमने बेसिक गेट्स और सभी के परिचय के साथ एक आसान शुरुआत की फिर हम और अधिक काम्प्लेक्स Complex जटिल सर्किट बनाने के लिए आगे बढ़े इसलिए इसी तरह हम इस सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट के बेसिक कंपोनेंट्स Basic Components बुनियादी घटकों के साथ धीरे धीरे शुरू करेंगे जिसके द्वारा हम बाद की कक्षाओं में अधिक काम्प्लेक्स Complex जटिल सर्किट बनाएंगे तो हमने दो नंबरों के मेग्नीट्यूड Magnitude परिमाण की तुलना पर चर्चा की और एक्स वाई की तुलना में अधिक एक्स वाई के बराबर एक्स वाई की तुलना में कम तो आउटपुट कैसे उत्पन्न किया गया था और उस मामले में हमारे पास दो तरह के दृष्टिकोण थे एक निश्चित रूप से सब्ट्रैक्शन Subtraction घटाव द्वारा और दूसरा दो संख्याओं के मोस्ट सिग्नीफिकेंट बिट्स Most Significant Bits अधिक महत्वपूर्ण बिट्स की तुलना सीरियल आर्डर Serial Order क्रमिक रूप से और फिर हमने अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट Arithmetic Logic Unit अंकगणित तर्क इकाई पर चर्चा की और हमने देखा कि एक डिवाइस Device उपकरण जो बहुमुखी प्रतिभा युक्त है चयन इकाई के आधार पर यह कई अलग अलग अरिथमेटिक Arithmetic अंकगणित या लॉजिक फ़ंक्शन में से एक का काम करता है और हमने देखा कि कैसे इन सभी डिवाइस को कैस्केड किया जा सकता है और अधिक संख्या में बिट्स को एक साथ संभाला जा सकता है फिर हमने अन्वेहटेड कोड्स पर चर्चा की और फिर हमने देखा कि कैसे ग्रे कोड फायदेमंद था जहां दो लगातार नंबर संख्या केवल 1 बिट पोजीशन Position स्थिति से बदलती हैं और हमने एक्सेस 3 कोड पर भी चर्चा की जहां हमने देखा कि बीसीडी अरिथमेटिक Arithmetic अंकगणित जिस तरह हमने पहले किया था जिसे एक्सेस 3 द्वारा सरल बनाया जा सकता है और फिर हमने एरर करेक्शन Error Correction त्रुटि सुधार और एरर डिटेक्शन Error Detection त्रुटि पहचान कोड को देखा और उस संदर्भ में हमने हैमिंग डिस्टेंस Hamming Distance हैमिंग दूरी को परिभाषित किया और हमने देखा कि एक विशेष कोडिंग प्रतिमान में न्यूनतम हैमिंग डिस्टेंस Minimum Hamming Distance हैमिंग दूरी यह तय करने में कि कितने बिट्स को सही किया जा सकता है या कितने एरर बिट्स Error bits गलत या त्रुटि बिट्स का पता लगाया जा सकता है तो उस संदर्भ में हमने एक पैरिटी कोड स्टैण्डर्ड पैरिटी कोड इवन Even सम पैरिटी ओड Odd विषम पैरिटी कोड पर चर्चा की जिसकी हमने पहले हफ्तों में चर्चा की थी और हमने एक नए कोड हैमिंग कोड पर भी चर्चा की जो दो एरर Error त्रुटि का पता लगा सकता है और 1 एरर त्रुटि को ठीक कर सकता है 1 बिट पोजीशन को सही कर सकता है इसलिए यह संक्षेप में था कि हमने क्या चर्चा की और निश्चित रूप से हां हमने मल्टिप्लिकेशन और डिवीज़न Multiplication and Division गुणा और भाग या विभाजन पर चर्चा की और हमने देखा है कि आप जानते हैं जो काम्प्लेक्स Complex जटिल सर्किट प्रतीत होता है लेकिन हमारे पास ऐसे उदाहरण थे जिनके द्वारा हम सराहना कर सकते हैं कि प्रोसेसिंग Processing प्रसंस्करण अरे बेस्ड स्ट्रक्टर्स के माध्यम से यूनिट सेल्स Unit Cells यूनिट कोशिकाओं कैसे किया गया था और आखिरकार परिणाम प्राप्त हुए इसलिए प्रत्येक मामले में हमने यूनिट सेल को ठीक से परिभाषित किया है और विशिष्ट उदाहरण लेकर समाधान को देखा है तो इसके साथ हम इस सप्ताह की चर्चा शुरू करते हैं जैसा कि मैंने कहा हम सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट की बेसिक यूनिट Basic Unit मूल इकाइयों को परिभाषित करने के साथ शुरू करेंगे जो कि मेमोरी एलिमेंट Memory Element स्मृति तत्व है जिसे फ्लिप फ्लॉप भी कहा जाता है लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि एक बाईस्टेबल सर्किट क्या है तो बाईस्टेबल सर्किट कुछ ऐसा है जहां सर्किट दो पोजीशन स्थितियों में से एक में स्थिर है बाई मतलब 2 तो दोनों पोजीशन स्टेबल स्थिति स्थिर हैं इसलिए यदि आप यह जानते हैं कि एक स्विच जहां आप हाथ द्वारा एक विशिष्ट बल लगाने पर और फिर आप स्विच को इस विशेष स्थान से जोड़ रहे हैं फिर आप उस हाथ के दबाव को या जो भी बल या बाहरी बल को हटा देते हैं तो स्विच उस स्थिति में रहेगा लेकिन यदि आप फिर से एक बल लगाते हैं और इसे फिर से यहां लाते हैं तो यह वहीं रहेगा यदि आप इसे दूसरी स्थिति में जाने के लिए मजबूर नहीं करते हैं इसलिए इनमें से प्रत्येक स्टेट स्थिति स्टेबल Stable स्थिर है इसलिए बाईस्टेबल सर्किट में हम 1 बिट जानकारी स्टोर Store संग्रहीत कर सकते हैं वह जानकारी यह है कि क्या यह आउटपुट हाई High अधिक है Vcc या आउटपुट लो Low कम यानि जीरो 0 है तो एक साथ आप जानकारी के बाइनरी रिप्रजेंटेशन Binary Representation बाइनरी प्रतिनिधित्व के संदर्भ में स्टोर कर सकते हैं 1 बिट जानकारी हम बाईस्टेबल सर्किट में स्टोर कर सकते हैं अब हम डिजिटल सर्किट पर चर्चा करेंगे तो आइए देखें कि क्या हमारे पास दो इनवर्टर एक के बाद एक सही से जुड़े हुए हैं और हम यहां 0 वोल्ट रखते हैं तो इसका क्या होगा इन मामलों में इन्वर्टर आउटपुट का क्या होगा पहला यह 0 वोल्ट से 5 वोल्ट का होगा ठीक है तो लॉजिक 0 यहाँ लॉजिक 1 बन जाएगा और यहाँ फिर से उलटा हो जाता है तो यह लॉजिक 0 ठीक है यह समझ में आ गया अब जबकि यह ग्राउंड यहां है तो आप एक फीडबैक कनेक्ट करते हैं तो यह फीडबैक प्रतिक्रिया बेसिक सेल और सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है कॉम्बिनेशनल सर्किट में हमने इस पर चर्चा नहीं की हमने फीडबैक को शामिल नहीं किया था तो फीडबैक सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट के चर्चा में आती है तो आप फीडबैक को उस तरह से जोड़ते हैं जिस तरह आपने आउटपुट को इनपुट से यहाँ कोई ग़लतफ़हमी नहीं है क्योंकि यह 0 वोल्ट है और यह भी 0 वोल्ट है तो यह लॉजिक 0 है यह भी लॉजिक 0 है यह लॉजिक 1 है अब यदि आप इस ग्राउंड को हटाते हैं तो यह सर्किट इस तरह हो जाता है इस सर्किट का क्या होगा यह इस 0 वोल्ट पर रहेगा यह 0 वोल्ट यहाँ इसको चला रहा है और यह 0 वोल्ट इस 5 वोल्ट को 5 वोल्ट इस 0 वोल्ट को चला रहा है तो यह उस स्थिति में रहेगा जैसा कि आप जानते हैं एक स्टेबल स्टेट के रूप में यह आउटपुट 0 वोल्ट होगा अब इस ग्राउंड के बजाय यदि आपने यहां 5 वोल्ट से शुरुआत की तो एक फीडबैक है और फिर आप इस 5 वोल्ट को हटा दें तो आप जानते हैं इस मामले में आउटपुट कैसा रहा होगा आउटपुट 5 वोल्ट स्टेबल रहेगा तो यह वही बाईस्टेबल सर्किट है जिसे हम डिजिटल लॉजिक रिप्रजेंटेशन के संदर्भ में देख सकते हैं लेकिन हम यहां क्या पाते हैं कि आप को जो यह तरीका पता है बाहरी रूप से ग्राउंड या 5 वोल्ट अप्लाई करने का यह थोड़ा असुविधाजनक है इसलिए आप किसी ऐसी चीज की तलाश करेंगे जो एक स्टेट स्थिति से दूसरे स्टेट स्थिति में ट्रिगर करने के लिए अधिक सुविधाजनक हो तो उस ओर हम इस सर्किट को देखें जहां हम नॉट गेट के बजाय दो नॉर गेट हैं तो आप यहाँ फीडबैक देख सकते हैं और हम लिख सकते हैं हम उसी चित्र को एक अलग तरीके से बना सकते हैं जिसे आप जानते हैं क्रॉस कपल्ड Cross Coupled युग्मित लेकिन एक फीडबैक है जो आपको याद है और एक फॉरवर्ड पाथ यानि आगे के रास्ते में है लेकिन यह वह तरीका है जिससे आप इसे ड्रा कर सकते हैं और हम इन इनपुट को कुछ नाम S और R देते हैं और इसके बारे में और बहुत जल्द स्पष्ट हो जाएगा और यह Q है और हम देखेंगे कि यह उन मामलों में होता है जहां हम इसे ऑपरेट संचालित कर रहे हैं जिस तरह से हम इसे ऑपरेट संचालित कर रहे हैं यह वी 3 वी 2 का उलटा होगा तो यह 0 वोल्ट है और यह 5 वोल्ट और इसके विपरीत मतलब अगर यह 5 वोल्ट है तो यह जीरो वोल्ट होगा तो इस तरह हम इसे क्यू बार लिख सकते हैं लेकिन हम जानते हैं बाद में हम इसकी और अधिक चर्चा करेंगे तो विचार करें कि दोनों एक निश्चित समय पर 0 0 हैं तो एक NOR गेट के लिए 0 एक नॉन फोर्सिंग इनपुट है OR और नॉर गेट के लिए 1 एक फोर्सिंग इनपुट है OR गेट के लिए यदि एक इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 होगा चाहे अन्य इनपुट कुछ भी हों और नॉर गेट के लिए यदि एक इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 होगा चाहे अन्य इनपुट जो भी हों क्या यह नहीं है तो ये फोर्सिंग इनपुट्स हैं तो 0 0 नॉन फोर्सिंग इनपुट है इसलिए यह देखेंगे कि अन्य इनपुट क्या हैं जिनके द्वारा आउटपुट का निर्णय लिया जा सकता है तो अगर आप शुरुआत में विचार करें कि यह 0 था तो यह 0 0 है और यह 1 है और यह 1 इसे 0 कर रहा है इसलिए यह 0 और 1 यदि पिछली वैल्यू 0 थी तो यह 1 होगा और सिमिट्री Symmetry समरूपता से आप यह कह सकते हैं कि यदि यह 1 था तो यह 0 होगा यदि आप इस ट्रुथ टेबल Truth Table सत्य तालिका को देखते हैं तो यह वही है जो आप देख सकते हैं कि 0 0 तो 0 0 और 1 तो 1 तो जो कुछ भी पिछले वैल्यू 0 या 1 को बनाया था वह तब जारी रहेगा जब यह दोनों 0 होते हैं तो Q की पूर्व वैल्यू को इसमें लैच कर दिया जाता है Q की पूर्व वैल्यू इसमें लैच है तो यह वही है जिसे हम 0 0 के साथ देखते हैं अब हम देखते हैं यदि आप यहाँ 0 प्रस्तुत करते हैं और यहाँ 1 तो 1 एक फोर्सिंग इनपुट है जो पिछली वैल्यू कुछ भी हो क्योंकि यह बाहर से आ रहा है तो यह है यह इसे 0 बना देगा और यह 0 0 हम इसे 1 बना देंगे भले ही पिछली वैल्यू 0 हो या 1 हो जो भी हो तो अंततः यह 1 इसे 0 करने के लिए मजबूर करता है इसलिए जब यह 0 1 है तो एस 0 है और आर 1 है भले ही पिछली वैल्यू कुछ भी हो आउटपुट हमेशा 0 ही रहेगा और इसी तरह फिर से सिमिट्री समरूपता से यह 1 है और यह 0 है यह मामला है यह 1 इसे 0 होने के लिए मजबूर करेगा यह 0 0 यह 1 है इसलिए आउटपुट 1 होगा क्यू 1 होगा तो यह वही है जो आप देख सकते हैं तो अगर यह सेट किया गया था तो अब इसका मतलब है S का मतलब सेट और R का मतलब रिसेट इसलिए जब S 1 है और R 0 है तो हम कहते हैं कि यह लैच है इसे लैच कहा जाता है क्योंकि जब भी हम 0 0 वैल्यू डाल रहे हैं तो यह अपनी पिछली वैल्यू को स्टोर करके रखता है तो जो भी पिछली वैल्यू हो 0 1 या 1 1 या 1 0 जिसकी वजह से Q 0 या 1 बना था वह वर्तमान स्थिति पर लागू होता है तुम्हें पता है पिछली वैल्यू या पिछली स्थिति तो इसीलिए इसे लैच कहा जाता है तो यह S सेट के लिए है और R रीसेट के लिए है तो 1 0 लैच को सेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है S 1 और R 0 और S 0 और R 1 का प्रयोग लैच को रिसेट करने के लिए अब अगर 1 1 को यहां प्रस्तुत किया जाता है तो क्या होगा तो आउटपुट 0 होता 0 जो ठीक है मेरा मतलब है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में कोई ग़लतफ़हमी है लेकिन 1 1 के बाद यदि आप उस रेस्टिंग Resting विश्राम की स्थिति में लाने का प्रयास करते हैं जब पिछली वैल्यू लैचड है तो उसके बाद यदि आप 0 0 डालते हैं तो वास्तव में क्या होता है यह 0 और यह बाहरी 0 है इसलिए दोनों अब नॉन फोर्सिंग हैं और यह 0 यहाँ है अब निर्भर करता है मेरा मतलब है जो उनमें से एक दूसरे से पहले 1 प्राप्त करता है आदर्श रूप से कोई भी कह सकता है कि उन दोनों को एक साथ 1 पता चलेगा तो वह 1 फीडबैक के तौर पर संबंधित मामलों पर जाएगा तो दोनों 1 बन जाएंगे तो यह आदर्श मामला है लेकिन वास्तव में जहां प्रोपगेशन डिले Propagation Delay प्रचार देरी समान है लेकिन जो भी निर्माण की प्रक्रिया है इसलिए हम देखेंगे कि उनमें से एक जो निश्चित रूप से तय नहीं है क्योंकि यह जिस तरह से बनाया जाता है विभिन्न ट्रांजिस्टर और अन्य सर्किट एलिमेंट Element तत्व पैसिव एलिमेंट Passive Element निष्क्रिय तत्व इसलिए उनमें से एक का प्रोपगेशन डिले दूसरे की तुलना में अधिक होगा तो यह धीमी गति से प्रतिक्रिया करेगा जिसे हम एक डिजाइनर के रूप में नहीं कह सकते हैं कि कौन सा दूसरे से पहले 1 वैल्यू प्राप्त करने जा रहा है तो यह कुछ ऐसा है जो थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल Unpredictable अप्रत्याशित है और इन दोनों के बीच एक दौड़ कौन जीतता है और यह एक ऐसी चीज है जिसे हम एसआर लैच के यूज़ Use उपयोग या एप्लीकेशन में नहीं चाहते हैं तो यही कारण है हम कह रहे हैं कि इस 1 1 कि अनुमति नहीं है तो हम फिर से देखते हैं रिप्रजेंटेशन वाला हिस्सा है इसलिए हम उन सभी को नहीं लिखेंगे जिन्हें आप जानते हैं कि हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले बेसिक गेट हैं इसके बजाय हम इसे एक सिंबल Symbol प्रतीक के रूप में रखना पसंद कर सकते हैं जो हमें बड़े सर्किट बनाने में मदद करेगा अन्यथा यह सर्किट ड्रा करने में थोड़ा सा मुश्किल बन जाएगा जिसे आप जानते हैं बहुत सारे लॉजिक गेट्स और अन्य सभी कनेक्शंस इसलिए जब हम एसआर लैच कहते हैं तो यह वह तरीका है जिसे हम प्रयोग में लाते हैं और यदि आप पाठ्यपुस्तक को देखते हैं तो दो अलग अलग सिंबल प्रतीकों का उपयोग किया गया है एक मामले में Q और Q बार आउटपुट हैं अंदर दोनों मामलों में हम देखेंगे कि SR वहाँ है और इसका मतलब है यह Q है और यह इसके विपरीत है जो हमने कई मामलों में देखा है स्वीकार्य मामले और एक और रिप्रजेंटेशन में Q बार - Q और Q बार बाहर रखा गया है लेकिन अब एक इन्वर्टर है एक बबल Bubble बुलबुला है जो एक नॉट ऑपरेशन है विपरीत ऑपरेशन जो यहां दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब है यहाँ जो भी मूल्य है वह यहाँ विपरीत है तो ये दो कन्वेंशन हैं जो हम पाठ्यपुस्तक में पाएंगे तो अब हम जो भी ट्रुथ टेबल सत्य तालिका हमने पहले देखी थी अब हम इसे और अधिक संक्षिप्त रूप में रख सकते हैं क्योंकि हम एक संक्षिप्त रिप्रजेंटेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो 0 0 जिसमे पिछली वैल्यू को को बरकरार रखा जाता है पिछली स्थिति स्टेट को बनाए रखा जाता है एस 0 और आर 1 का आउटपुट 0 है 1 0 का आउटपुट 1 है स्टेट 1 और 1 1 की अनुमति नहीं है तो हमने देखा कि नॉर लैच किस तरह काम करता है तो यदि हमने नैंड गेट्स को ठीक उसी तरह से कनेक्ट किया तो आपको पता है ट्रुथ टेबल क्या होगा तो अगर आप इस नैंड लैच को देखते हैं तो AND और नैंड के लिए फोर्सिंग इनपुट क्या है 0 फोर्सिंग इनपुट है ठीक है तो अगर AND गेट में एक इनपुट 0 है तो अन्य इनपुट कुछ भी हो आउटपुट हमेशा 0 होगा और नैंड गेट के लिए यदि एक इनपुट 0 है तो आउटपुट आउटपुट हमेशा 1 होगा चाहे अन्य इनपुट कुछ भी हो इसलिए इस मामले में यदि आप इस पहले इस ब्लॉक Block खंड को देखते हैं तो हम देखेंगे कि यदि हम इसे S बार और R बार नाम दे रहे हैं क्योंकि हम जिस तरह से देखते हैं हम उस संबंध को देखेंगे जो इस ट्रुथ टेबल और पिछले NOR लैच के ट्रुथ टेबल में था तो अगर दोनों इनपुट 0 0 हैं तो आउटपुट 1 हो जाएगा और यदि वे दोनों 1 1 हैं तो यह गैर मान्य इनपुट है तो आउटपुट पिछली वैल्यू पर निर्भर करता है तो यदि पिछली वैल्यू 0 थी और यह 1 था तो 0 और 1 और यह 1 और 1 होगा और यह 0 इसलिए पिछली वैल्यू बरकरार रहेगी और पिछली वैल्यू 1 और 0 थी इसलिए यह 1 और 0 पर जाएगा 1 1 यह 0 हो जाएगा यह 0 हो जाएगा और यह 1 हो जाएगा और यह 1 यहाँ आएगा और 1 1 यह 0 हो जाएगा आप इसे सिमिट्री से भी समझ सकते हैं तो यह 1 1 पिछली स्थिति है इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि 1 0 होने पर आउटपुट 0 होगा 0 1 होने पर 1 और 0 0 होने पर 1 1 होगा क्योंकि यह निषिद्ध है क्योंकि उसके बाद यदि 1 1 होता है तो आउटपुट अनप्रेडिक्टेबल Unpredictable अप्रत्याशित हो जाता है और इस गेट और इस गेट के बीच रेस पर निर्भर करता है अब यदि हम इससे बने एक एसआर लैच की तलाश कर रहे हैं और हम इस तरह की एक ट्रुथ टेबल चाहते हैं तो हमें क्या करने की आवश्यकता है हमें इससे पहले एक नॉट गेट लगाने की जरूरत है तो इससे पहले एक नॉट गेट और यह नॉट गेट आपको एक नैंड गेट से भी मिल सकता है 2 इनपुटों को जोड़कर तो यह S बार यहाँ S बन जाता है और R बार यहाँ R बन जाता है तो आप आईसी 7400 का उपयोग कर सकते हैं जो आपको पता है कि इसमें चार क्वैड 2 इनपुट नैंड गेट है तो यह एक आईसी है जहां इसके भीतर एसआर लैच पहले से ही बनाई गई है तो यह आईसी अगर आप देखते हैं कि 4 ऐसे लैच हैं 1 IC 74279 2 3 और 4 तो 1 और 2 सामान्य SR लैच है चूंकि यह नैंड से बना है इसलिए आप इस बात की सराहना कर सकते हैं कि इनपुट S 1 बार होगा इसे हम S 1 और R बार कहेंगे और दूसरे मामले में यहाँ आपको 2 इनपुट मिले हैं एस 1 बार और एस 2 बार तो यह एक 3 इनपुट NAND गेट है और यह R बार है इसलिए दूसरे गेट के लिए हमें केवल एक इनपुट मिला है और इसके लिए हमारे पास एक ट्रुथ टेबल है जो कुछ इस तरह से होगा तो आप देख सकते हैं कि यदि इस मामले में सभी 0 हैं तो यह निषिद्ध है क्योंकि तब आउटपुट 1 हो जाएगा और फिर यदि S1 0 है तो यह आउटपुट 1 है यह आउटपुट 1 है बावजूद इसके की S2 0 है या नहीं क्योंकि एक फोर्सिंग इनपुट NAND गेट के लिए 0 बन गया है और उस समय यदि आर बार 1 है तो यह आर बार 1 जिस तरह से हमने पहले विचार किया था उस पर विचार करके हम देख सकते हैं कि यह 1 है आर बार है इसलिए 1 1 यह 0 और 0 यहाँ वापस लाया गया है यह 1 है इसलिए आउटपुट 1 है इसी तरह सिमिट्री Symmetry समरूपता से अगर S2 0 है और S1 चाहे कुछ भी हो तो आउटपुट 1 होगा और जब दोनों 1 होंगे इसका मतलब है यह नॉन ऍनफोर्सिंग है और आर बार 0 है फिर आउटपुट 0 हो जाता है और जब वे सभी 1 हैं तो आउटपुट पिछली स्थिति स्टेट में है तो यह वह है जो हम IC 74279 के लिए देख सकते हैं जहां लैच पहले से ही IC के अंदर है हमें NAND गेट्स का उपयोग करके बाहरी कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है अब एक एप्लीकेशन Application अनुप्रयोग कई एप्लीकेशन अनुप्रयोग होंगे हम बाद में देखेंगे और जटिल सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट Complex Sequential Logic Circuit जटिल अनुक्रमिक तर्क सर्किट बनाया जाएगा तो अभी हम एक एप्लीकेशन अनुप्रयोग देख सकते हैं जहां SR लैच का उपयोग करके एक डिबाउंस स्विच बनाया जा सकता है तो डिबाउंस स्विच से हमारा क्या मतलब है तो जब हम मूल रूप से एक मैकेनिकल Mechanical यांत्रिक स्विच को जोड़ रहे हैं जो कि एक प्रकार का स्प्रिंग लोड होने की तरह है इसलिए जब भी यहां से जोड़ा जा रहा है तो यह एक कनेक्शन डिसकनेक्शन कनेक्शन डिसकनेक्शन और फिर यह कनेक्शन बन जाएगा इसलिए एक छोटा वाइब्रेशन Vibration कंपन होगा और जब यह यहां से अलग हो जाता है तो यह आउटपुट है जिसके बारे में हम यहां बात कर रहे हैं जब यह अलग हो रहा है जब यह कनेक्ट हो रहा है तो यह ओससीलेट कर रहा है लेकिन यह 0 से जुड़ा हुआ है इसलिए इससे यहां कोई फर्क नहीं पड़ता है इसलिए केवल जब यह इस जगह से जुड़ा हो रहा है बंद हो रहा है उस समय एक छोटा सा वाइब्रेशन Vibration कंपन होता है क्योंकि आप जानते हैं स्प्रिंग की क्रिया है तो आप देखेंगे कि उदाहरण के तौर पर जब भी यह बंद हो रहा है तो एक छोटा सा वाइब्रेशन कंपन हो रहा है हाई लो ऊँच नीच हाई लो ऊँच नीच यह खुल रहा है जुड़ रहा है जब यह खुल रहा है और इस जगह से जुड़ रहा है तो यह एक इमीडियेट तात्कालिक है इसलिए ऐसा कोई समस्या नहीं है यह फिर से यहां जुड़ रहा है इसलिए आदर्श मामले में हम यह चाहते हैं लेकिन वास्तव में यह है जो हो रहा है तो इस रिंगिंग से समस्याएँ पैदा हो सकती हैं क्योंकि इससे यह प्रतीत हो सकता है कि कई बार 0s और 1s हैं जो कठिनाई पैदा करता है तो यह कई घटनाओं को ट्रिगर कर सकता है जबकि वास्तव में केवल एक ही घटना हुई है एक बंद हुआ है यह गिन सकता है कि 1 2 3 ऐसे कई बंद हुए हैं और प्रत्येक बंद गिना जा सकता है और कुछ कार्रवाई आगे बढ़ सकती है तो यह एक ऐसी चीज है जिससे हमें कुछ एप्लीकेशन में बचना पड़ेगा तो इसके लिए हम एसआर लैच का उपयोग कर सकते हैं तो लैच में स्विच है एक एस है और दूसरा आर है इसलिए जब यह R से हट रहा है और S से जुड़ रहा है तो वहाँ पर रिंगिंग हो रहा है तो जब भी ऐसा हो रहा है 1 और 0 आउटपुट 1 हो रहा है क्योंकि यह सेट हो रहा है और उसके बाद जब S मिल रहा है रिंगिंग की वजह से है तो यह 0 हो रहा है इसलिए यह 0 है इसलिए पिछले स्टेट स्थिति में रहेगा तो इसके साथ कोई समस्या नहीं है इसी तरह जब यह S से हट रहा है और R की ओर आ रहा है यह बिना किसी समस्या के हट रहा है लेकिन जब यह R से जुड़ रहा है तो एक छोटा सा वाइब्रेशन कंपन होता है तो R कुछ समय के लिए 1 0 1 0 होता रहता है तो जब भी R पहली बार 1 होता है और यह 0 है तो यह रीसेट हो जाएगा तो यह रीसेट हो गया है उसके बाद रिंगिंग के दौरान यह 0 रहता है और यह 0 है इसलिए 0 0 का मतलब है कि पिछली स्थिति का बने रहना इसलिए यदि आप अब यहां से आउटपुट लेते हैं तो बाउंस का कोई असर नहीं होगा इसलिए प्रभावी रूप से हमें एक डिबाउंस स्विच मिला है अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लैच के और उपयोग को देखते हैं एक बेसिक लैच के साथ इनेबल इनपुट जोड़ कर तो यह बेसिक एसआर लैच है जो नॉर या नैंड से बना हो सकता है जैसा भी मामला हो तो वह वह हिस्सा जिसे हम अधिक विस्तृत सर्किट बाद में देखेंगे इसलिए हम यहां क्या कर रहे हैं कि हम एसआर को दो एंड गेट के माध्यम से इस तरह से बना रहे हैं जिसमे इनेबल इनपुट है इसलिए जब इनेबल सक्षम 0 है तो ये दो आउटपुट 0 हैं इसका मतलब है कि पिछली स्थिति स्टेट को बनाए रखा गया है तो यह मामला है कोई बदलाव नहीं और जब इनेबल सक्षम 1 होता है जब इनेबल 1 होता है और उस समय SR वैल्यू के आधार पर जिसमे 1 1 निश्चित रूप से निषिद्ध है सामान्य काम करता है इसलिए हम एसआर इनपुट को किसी भी समय किसी भी समय अंतिम आउटपुट को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं हम इसे इनेबल होने पर ही अनुमति दे रहे हैं यह स्ट्रोब जैसा है जो आप जानते हैं इस तरह की चीज हमने पहले इस्तेमाल की थी यदि आप याद करते हैं तो मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सेर जैसे सर्किटों में तो यह सर्किट केवल तभी काम कर रहा है या काम करने के लिए बनाया गया है जब इनेबल 1 है तो इसका क्या मतलब है तो अगर हम टाइमिंग डायग्राम Diagram चित्र देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि जब एनेबल पर 0 होता है जैसे कि इस जगह इस जगह इस जगह इस जगह जो कुछ भी बदलाव हैं यह वास्तव में नहीं है Q उन मामलों में उसी वैल्यू पर रहेगा तो t1 से t2 वह समय है जिसमें किसी भी परिवर्तन को समायोजित किया जा सकता है तो एस 1 था और आर 0 था और क्यू 0 था जिससे मेरा मतलब है अगर एनेबल नहीं था जब भी यह एस और आर एस 1 था और आर 0 था क्यू 1 होगा लेकिन एनेबल केवल इस समय पर यहां आता है टी 1 पर तो केवल उसी समय Q 1 पर जाएगा अब t1 से t2 तक S और R में कोई परिवर्तन नहीं है इसलिए Q 1 पर बना रहेगा t2 समय पर इस बिंदु t2 पर इसके बाद इनेबल 0 है तो इसके बाद R 1 हो जाता है और S कुछ समय में 0 हो जाता है यहाँ पर लेकिन इसका असर आउटपुट Q पर नहीं होता है क्यों क्योंकि इनेबल लो पर है तो फिर से यह ट्रिगर हो जाता है फिर से इसे यहाँ t3 पर इनेबल सिग्नल मिलता है उस समय यह देखता है यह पाता है कि उस समय एस और आर की वैल्यू क्या है तो S 0 है और R 1 है तो उस समय यह रीसेट हो जाएगा इसलिए बीच में इनेबल होने से पहले अगर एस और आर ने अपनी वैल्यू बदल दी थी तो यह अंतिम आउटपुट पर असर नहीं डालेगा इसलिए केवल जब इनेबल होगा तभी जो कुछ भी एस और आर की वैल्यू है वह आउटपुट तक पहुंचेगी और उसके हिसाब से आउटपुट मिलेगा तो यह विचार है तो जब भी हम चाहते हैं कि एसआर फ्लिप फ्लॉप काम करे तो हम इनेबल करते हैं अन्यथा हम एस और आर इनपुट को सेटल Settle व्यवस्थित होने देते हैं यदि कोई ट्रांसिएंट है तो हम नहीं चाहते कि S और R ठीक से सेटल Settle व्यवस्थित होने से पहले अंतिम आउटपुट बदल जाए तो इनेबल वह विकल्प है जो इनपुट को सेटल होने के लिए समय दे रहा है और यह आज की चर्चा के साथ जो हम समाप्त करते हैं उसे जन्म देता है इसे क्लॉकेड एसआर फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है इसलिए हम जिस सीक्वेंशियल सर्किट अनुक्रमिक सर्किट पर चर्चा करेंगे उसे कहा जाता है यह वास्तव में सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट होगा इसलिए अधिकांश सीक्वेंशियल सर्किट सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट समकालिक अनुक्रमिक सर्किट होते हैं जहां स्टेट स्थिति परिवर्तन एक्सटर्नल क्लॉक External Clock बाहरी घड़ी के साथ सिंक्रोनस Synchronous तुल्यकालिक होता है तो यह एक्सटर्नल क्लॉक बाहरी घड़ी वास्तव में पूरी तरह से तय करती है कि सर्किट के अंदर विभिन्न प्रकार के एलिमेंट Element तत्वों का अलग अलग सीक्वेंशियल ऑपरेशन संचालन कैसे करता है तो यह क्लॉक घड़ी एक प्रकार की वेवफॉर्म है इस तरह की तो यह हाई और लो यानि ऊपर और नीचे जाती है तो यह एक क्लॉक साइकिल Clock Cycle घड़ी चक्र है और प्रत्येक क्लॉक साइकिल में हम एक स्टेट परिवर्तन चाहते हैं यदि यह उस बाईस्टेबल सर्किट के इनपुट द्वारा वांछित है इस तरह हमने इस एसआर लैच की चर्चा की और आमतौर पर एक क्लॉक के साथ लैच को फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है लेकिन फिर आप देखेंगे कि कई जगह इसे लैचड एसआर फ्लिप फ्लॉप कहा गया है तो मूल रूप से लैच प्रकार ही एसआर फ्लिप फ्लॉप है इसलिए मूल रूप से वे एसआर फ्लिप फ्लॉप के सन्दर्भ में बात कर रहे हैं लेकिन अन्य कई जगह आम तौर पर क्लॉक की उपस्थिति का मतलब है फ्लिप फ्लॉप और लैच का मतलब है कि यह केवल अंतिम चरण में जहां मेमोरी भाग है वहाँ जहाँ वैल्यू स्टोर Store संग्रह कर रखी है तो इस तरह से इस क्षेत्र में अक्सर फ्लिप फ्लॉप और लैच में अंतर किया जाता है तो फिर यह एसआर फ्लिप फ्लॉप कैसे दिखाई देगा इसलिए अब इस इनेबल के स्थान पर क्लॉक लगा रहे हैं इसलिए जब भी क्लॉक हाई High ऊंची हो तो इनपुट इनपुट यह एस और आर में परिवर्तन हो सकता है और उसके कारण आउटपुट बदल सकता है इसलिए एसआर फ्लिप फ्लॉप के लिए इस मामले में यह एसआर लैच है और यह एंड गेट है और यह पहले की तरह इनेबल है इसलिए हमने क्लॉक को वहां पर लगा दिया है और नैंड आधारित सर्किट के लिए हमें याद है कि यह एक नॉट गेट था S और R को प्राप्त करने के लिए एक 2 इनपुट NAND गेट को साथ रखा गया था अन्यथा यह S बार और R बार था तो अब हम क्लॉक लगाने के लिए नैंड गेट के अन्य इनपुट का उपयोग कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि क्लॉक 0 है यह आउटपुट 1 होगा ये नैंड NAND गेट के लिए फोर्सिंग इनपुट हैं तो 1 1 का अर्थ है एक NAND गेट के लिए 1 1 का मतलब है कि पिछली स्थिति को बरकरार रखा जाएगा क्योंकि यह नैंड गेट के लिए फोर्सिंग इनपुट नहीं है और केवल जब यह 1 है तो यह अब फोर्सिंग नहीं है इसलिए S और R के आधार पर और अंतिम वैल्यू आ जाएगी तो यह बेसिक SR क्लॉकड फ्लिप फ्लॉप सर्किट है और इसके लिए यह सिंबल प्रतीक है वह जो आप यहां देख रहे हैं और इसे लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप भी कहा जाता है क्योंकि हम अगली क्लास में एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप देखेंगे तो लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप का मतलब है जब भी क्लॉक किसी विशेष स्तर पर होती है तो उस समय इसे ट्रिगर करने की अनुमति है स्टेट को बदलने की अनुमति है और अगर हमने यहाँ पर एक इन्वर्टर लगा रखा था वहाँ पर एक नॉट गेट था तो क्लॉक के इस चरण में जब क्लॉक लो Low कम है तब परिवर्तन होता तो उस समय हमने कहा होता की अगर यह पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड हाई लेवल ट्रिगर्ड तो अब यह नेगेटिव या लो लेवल ट्रिगर्ड है और उस समय यहाँ पर एक बबल Bubble बुलबुला का चिन्ह होता यह एक अंतर है तो इसके साथ हम आज की कक्षा को समाप्त करते हैं एक बाईस्टेबल सर्किट में दो स्टेबल स्टेट स्थिर अवस्थाएँ होते हैं इसका सार है इसकी वैल्यू केवल बाहरी ट्रिगर द्वारा बदलती है एसआर लैच 0 0 इनपुट है जब पिछली स्थिति बरक़रार रहती है 1 1 की अनुमति नहीं है और हम एसआर लैच का उपयोग करके साधारण स्विच से बाउंस फ्री स्विच प्राप्त कर सकते हैं और गेटेड एसआर लैच या क्लॉकेड एसआर लैच में अतिरिक्त इनपुट होता है जो एसआर इनपुट को आगे जाने अंतिम आउटपुट में बदलाव करने में सक्षम बनाता है और सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में क्लॉक बहुत महत्वपूर्ण है और हर क्लॉक साइकिल में हम एक स्टेट के बदलने की उम्मीद करते हैं वो भी क्लॉक के साथ सिंक्रोनीज़ेड हो कर धन्यवाद